मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के सत्र में आपका स्वागत है आज हम किसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं पिछले सत्र में हमने बहु आयामी स्केलिंग और इसके महत्व के बारे में चर्चा की थी आज हम कुछ इसी तरह की चर्चा कर रहे हैं एक उपकरण एक तकनीक जो अत्यधिक विपणक द्वारा उपयोग की जाती है वास्तव में आप इसमें बहुत अधिक सैद्धांतिक अनुसंधान नहीं देखते हैं लेकिन इसकी व्यावहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है अत्यंत उच्च है तो इस तकनीक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसे संयुक् त विश्लेषण के रूप में जाना जाता है तो संयोजन विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जहां एक बाज़ारिया कई विशेषताओं के संभावित संयोजनों की पहचान करता है और फिर कौन सी विशेषता होने वाली है या कौन सा संयोजन सबसे अधिक होने वाला है सबसे अधिक मूल्य और सबसे अधिक मांग के संयोजन के बाद से ग्राहक का दृष्टिकोण तो यह संयोजन विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाता है अब एक विकल्प है उदाहरण के लिए आइए देखते हैं कि तीन अलग अलग पैक्स में तीन कोला उपलब्ध हैं एक आप देख सकते हैं तीन अलग अलग मूल्य स्तर हैं शायद मात्रा अलग है इसलिए जब कोई व्यक्ति खरीदने का फैसला करता है या ग्राहक खरीदने का फैसला करता है तो वह कैसे चुनाव करता है इसलिए आज आप ऐसी कंपनियों को देख रहे होंगे जो कि डिकॉय इफ़ेक्ट और सब कुछ कह रही हैं जहाँ वे कुछ और नहीं करते लेकिन वे कई तरह के गुण बनाते हैं और फिर ग्राहकों के सामने जगह बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए ग्राहक उस व्यक्ति की पहचान करता है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है और सबसे अधिक और वह जो ज्यादातर मांग में है जो बाजार की मांग में अधिक उत्पाद बन जाता है और ताकि वह अपने उत्पादन और उसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित कर सके बाजार की मांग के अनुसार तो यह सम्मोहन विश्लेषण क्या है यह 70 के दशक की शुरुआत में विकसित तकनीक है यह मापता है कि खरीदार किसी उत्पाद या सेवा के घटकों को सेवा बंडल उत्पाद बंडल या सेवा बंडल के रूप में कैसे महत्व देते हैं इसका मतलब है कि आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जब आप किसी ऐसे उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं जो आप व्यक्तिगत डिब्बों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसे उत्पाद उत्पाद की कीमत या उसके आकार की मात्रा या उसके आयतन या ऐसा कुछ या कुछ नहीं बल्कि जब कोई व्यक्ति या ग्राहक किसी उत्पाद का चयन करता है तो वह अंत में एक संयोजन या लाभों के एक बंडल के आधार पर इसका चयन करता है और वह अपनी तुलना किसी ट्रेडऑफ़ की तरह करता है हो सकता है वह A को पसंद करता है लेकिन A के संयोजन में और मान लीजिए X वह इसे पसंद नहीं करता है और अचानक वह कुछ पसंद करता है जो A से कम बेहतर होता है जो B था लेकिन चलो के संयोजन के साथ x या y कहते हैं तो व्यक्ति की एक व्यक्ति की क्षमता अंततः अपनी समग्र समग्र सोच के साथ एक उत्पाद परिवर्तन का चयन करती है जिसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद आया होगा शायद यह तब नहीं होता जब आप समग्रता सभी विशेषताओं को लेते हैं तो परिभाषा क्या है यह कहता है कि संयोजन संयुक्त है एक साथ या संयुक्त है इसलिए यह एक संयोजन है और किसी भी उत्पाद की अलग अलग विशेषताएं नहीं हैं सभी उत्पादों में अलग अलग विशेषताएं हैं लेकिन वे संयोजन में उपलब्ध हैं तो संयोजन में आखिरकार एक व्यक्ति संयुक्त विशेषता या गुण के लाभ या विशेषताओं के संयुक्त बंडल का चयन कैसे करता है इसलिए संयुक्त रूप से विचार की जाने वाली विशेषताएं विपणक कहते हैं कि यह संयुक्त रूप से विचार की जाने वाली विशेषताएं हैं तो विश्लेषण कैसे काम करता है हम उन उत्पाद या सेवा सुविधाओं को बदलते हैं जिनके पास कई उत्पाद अवधारणाओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र चर हैं इसलिए बाज़ारिया क्या करता है बाज़ारपति विभिन्न संयोजनों में उन सभी विशेषताओं को जोड़ती है जो स्वतंत्र चर हैं मूल रूप से उदाहरण के लिए आइए हम एक शांत पेय एक शीतल पेय की कीमत पैकेजिंग रंग मात्रा या शीतल पेय की मात्रा कहते हैं यह चार विशेषताएं हो सकती हैं चार विशेषताएँ प्रत्येक विशेषता को कई स्तर मिले हैं आप कारकों की तरह समझ सकते हैं प्रत्येक कारक के कई चर हैं इसी तरह यहां प्रत्येक विशेषताओं को कई स्तर मिले हैं इसलिए यह 500 मिली हो सकती है यह 250 मिली 1000 मिली इसी तरह हो सकती है और रंग में यह हरा हो सकता है यह लाल अलग रंग हो सकता है तो हम उत्तरदाताओं से दर या रैंक या रैंक या उत्पाद अवधारणाओं के सबसेट के बीच चयन करने के लिए कहते हैं जो निर्भर चर हैं इसलिए आश्रित चर विकल्प है आपकी अंतिम पसंद है इसलिए आपकी रैंकिंग क्या है या आपकी पसंद क्या है उन विभिन्न संयोजनों में से कौन सा संयोजन आपको सबसे अधिक पसंद है हम कहते हैं वह सामग्री का एक विशेष संयोजन कहते हैं वह कहते हैं कि नंबर 1 है और इसी तरह कुछ अन्य वे कहेंगे 2 मुझे एक उदाहरण के साथ समझाएं मान लें कि मूल्य मात्रा रंग के आधार पर हो सकते हैं हम कहते हैं कि रंग मैं केवल तीन ले रहा हूं इसलिए मूल्य हमें १०० रुपये ५० रुपये आइए हम ५ रुपये कहते हैं मात्रा १००० एमएल है यह हमें 400ml कहना है यह हमें 750ml कहना है यह कहते हैं कि रंग हरा लाल और नीला है अब कई संयोजन हो सकते हैं और अब कम से कम 3 3 3 हैं इसलिए 3 3 3 हैं आइए हम 27 कहते हैं इसलिए 27 संयोजन संभव हैं लेकिन फिर सवाल यह है कि कितने हैं जो कि उपभोक्ताओं के लिए सबसे बेहतर है तो इसलिए वह एक विकल्प बनाता है हमें कीमत कहने दो हम कहते हैं कि वह एक विशेष संयोजन बनाता है यह कहता है कि यह संयोजन उसकी पसंद है और वह रैंक 1 के रूप में कहता है यह रैंक 2 है यह रैंक 3 है तो जो कुछ भी रैंक है इसलिए ये रैंक हैं जो वह अंत में दे रहा है इसलिए उत्तरदाताओं के आंकड़े उत्पाद अवधारणाओं के मूल्यांकन के आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि कितना अद्वितीय मूल्य है या उपयोगिता या जिसे भाग के लायक कार्य कहा जाता है जिसे हम अद्वितीय मूल्य या उपयोगिता कहते हैं या जोड़ा गया सुविधाओं में से प्रत्येक के लायक है इसका मतलब यह है कि एक विशेष विशेषता यह नहीं थी क्या हुआ होगा जब यह मौजूद है कि यह क्या हो रहा है तो इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरे फ़ंक्शन के उपयोगिता मूल्य को प्रभावित करेगी तो स्वतंत्र चर और अनुमानित बेट्स पर निर्भर चर को फिर से उपयोग करने योग्य भाग के बराबर मानते हैं इसलिए जिस हिस्से के लिए मैंने कहा कि यह उपयोगिता अंतिम उपयोगिता है और अंतिम उपयोगिता उपयोगिता के हिस्से का योग है तो आइए हम इस मामले को देखें जो संयोजन के बारे में बहुत अच्छा है जो अधिक वास्तविक है कि आप कौन सा उत्पाद पसंद करेंगे आप 28 अश्वशक्ति के साथ 210 अश्वशक्ति और 17 mpg या 140 अश्वशक्ति चाहते हैं अब मान लीजिए कि कोई कहता है कि वह बायाँ एक 210 का चयन करेगा यानी वह सत्ता को तरजीह दे रहा है लेकिन अगर वह सही को चुनता है तो वह ईंधन की अर्थव्यवस्था को तरजीह दे रहा है तो इस बिंदु के आधार पर विपणक यह पहचान सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और तदनुसार वे अपने उत्पादों को रख सकते हैं सीधे यह पूछने के बजाय कि क्या आप ईंधन अर्थव्यवस्था पर सत्ता पसंद करेंगे परिदृश्यों और वरीयताओं से यथार्थवादी व्यापार पेश करेंगे उत्तरदाताओं के उत्पाद विकल्पों के बारे में प्राथमिकताएं जब उत्तरदाताओं को मुश्किल व्यापार बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है जब आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाता है और आपको एक विकल्प बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको जीवन में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या आप एक फिल्म देखना चाहते हैं या आप एक खेलना चाहते हैं क्रिकेट का खेल इसलिए आप दोनों नहीं कर सकते क्योंकि आपको केवल एक को चुनने के लिए दिया जाएगा क्योंकि बाकी समय छात्र को पढ़ना होता है उदाहरण के लिए माता पिता कहते हैं कि आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है इसलिए या तो आप क्रिकेट चुनें या आप एक फिल्म चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं तो यह छात्र के लिए एक कठिन व्यापार है इसलिए हम यहां सीखते हैं कि सही मूल्य क्या है मान लीजिए कि छात्रों का कहना है कि मैं क्रिकेट का खेल खेलना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि वह फिल्मों पर क्रिकेट को महत्व देते हैं ये मान समस्या से संबंधित विशिष्ट और क्रियात्मक विशेषता स्तरों से जुड़े हैं अब हम इस मामले को देखते हैं यह एक इमारत है एक मॉडल यह वह जगह है जहां संयोजन विश्लेषण खेल में आता है इसलिए इनपुट विशेषता हैं कि विभिन्न विशेषताएं आकार मूल्य इन सभी स्तरों प्रत्येक विशेषताओं के कई स्तर उत्तरदाता हैं उनका पूर्व ज्ञान बाहरी डेटा प्रयोगात्मक डिजाइन और अंत में विधि का संयोजन आउटपुट प्रत्येक स्तर के लिए यूटिलिटी स्कोर हैं इसलिए स्कोर विशेष स्तर विभिन्न स्तर स्कोर स्कोरर के लिए उपलब्ध हैं प्रत्येक विशेषता के लिए महत्व पाठ्यक्रम इसलिए कितना महत्वपूर्ण है एक विशेष विशेषता और अंत में सिमुलेशन प्रदर्शन करने की क्षमता इसका मतलब है कि अगर मैं एक नए प्रतिवादी में लाता हूं तो क्या मैं इसके आधार पर पता लगा सकता हूं क्या मैं यह कह सकता हूं कि नया ग्राहक या नया प्रतिवादी उत्पाद पसंद करेगा या नहीं इसलिए विशेषताओं को परिभाषित करना विशेषताएँ एक उत्पाद या सेवा के स्वतंत्र पहलुओं के अलावा और कुछ नहीं हैं इसलिए ब्रांड मूल्य आकार रंग वगैरह आपको कितनी विशेषताएँ लेनी चाहिए यह महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए अंगूठे का नियम है कि विशेषताओं की संख्या अधिकतम 7 होनी चाहिए इसलिए आप 7 से अधिक 6 या 7 से अधिक न जाएं क्योंकि यह कहता है क्योंकि यदि आप इस स्तर की संख्या के साथ बहुत अधिक विशेषताएँ लेना अधिक जटिल हो जाता है तो 2 से 3 मुझे लगता है कि आदर्श गुण स्वतंत्र और पारस्परिक रूप से अनन्य होना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है यह एक दूसरे से अलग एक दूसरे से स्पष्ट होना चाहिए प्रत्येक विशेषता में अलग अलग डिग्री या स्तर होते हैं इसलिए हमें मूल्य के संदर्भ में बताएं यदि आप 1 2 3 रंग हरा काला नीला देख सकते हैं उदाहरण के लिए तीन अलग अलग स्तर हैं प्रत्येक स्तर माना जाता है पारस्परिक रूप से फिर से अनन्य ताकि किसी प्रोग्राम में उस विशेषता के लिए केवल एक स्तर हो इसलिए विशेषताओं को पारस्परिक रूप से अनन्य माना जाता है विशेषताएँ सुविधाओं पर जोड़ें स्तर एक उदाहरण के लिए सूर्य की छत स्तर 2 जीपीएस प्रणाली स्तर 3 एक डीवीडी प्लेयर इसलिए यदि आप इस तरह से स्तरों को परिभाषित करते हैं तो आप 2 प्रदान करने का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं या एक ही समय में या उनमें से कोई भी 3 सुविधाएँ तो सवाल यह है कि आप विशेषताओं या स्तरों को कैसे बनाते हैं उदाहरण के लिए 8 स्तर की विशेषता के समाधान के लिए यदि आप देख सकते हैं तो यह 8 स्तर की विशेषता है इसलिए विशेषताएं हैं इसमें कोई विशेषताएँ नहीं हैं सनरूफ जीपीएस सिस्टम डीवीडी प्लेयर सनरूफ और जीपीएस सनरूफ और डीवीडी जीपीएस और डीवीडी सनरूफ जीपीएस और डीवीडी सभी एक साथ तो सभी 8 अलग अलग स्तर हैं इसी तरह बाइनरी फीचर वे हैं जिन्हें आप बाइनरी विशेषताएँ सनरूफ कोई भी नहीं देख सकते हैं जीपीएस सिस्टम कोई भी नहीं है डीवीडी प्लेयर कोई भी नहीं है इसलिए यह बाइनरी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति है इसलिए यह है कि आप विशेषता स्तरों को कैसे बनाते हैं किसी एक विशेषता के लिए बहुत अधिक स्तर शामिल नहीं करते हैं यदि आप इसे शामिल करते हैं तो यह जटिल हो जाता है अतः विशेषताओं की सामान्य संख्या 3 से 5 प्रति स्तर के स्तर प्रति गुण है इसलिए आप 6 से 7 की विशेषता अधिकतम और 3 से 5 के स्तर तक अधिकतम हैं इसलिए अधिकतम में अगर मैं 7 5 35 समझ सकता हूं तो इसके लिए एक संयोजन होना चाहिए केवल एक मामला सुनिश्चित करें कि विशेषताओं से स्तर एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से गठबंधन कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असंभव संयोजन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से असंभव संयोजन नहीं होते हैं अब हम इस मामले को देखते हैं लागत के आधार पर तीन स्तर हैं ब्रांड तीन स्तर हैं रंग तीन स्तर हैं यह निर्धारित करने के लिए सुझाव कि कौन से गुण और स्तर शामिल हैं आप कैसे पहचानते हैं कि मुझे कौन सी विशेषताएँ चाहिए और मुझे किन स्तरों को शामिल करना चाहिए सरल हितधारकों से बात करें जो लोग शामिल हैं ग्राहक कंपनी में प्रबंधक फ़ोकस ग्रुप इंटरव्यू के माध्यम से अलग अलग लोग हमने प्रतियोगियों की वेबसाइटों की गुणात्मक शोध खोज फ़ोकस सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका मतलब है कि आपका प्रतियोगी और अब वे क्या कर रहे हैं तो इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कौन सी विशेषताओं को शामिल करना है और कौन सा शामिल नहीं करना है अब उन उपयोगिताओं को संयोजित करें जिन्हें मैं लायक कहा जाता हूं इसलिए संख्यात्मक मान जो इस बात को दर्शाते हैं कि अलग अलग विशेषताएं कितनी वांछनीय हैं उदाहरण के लिए इस मामले को देखें अब वेनिला चॉकलेट तीन मूल्य स्तर 25 सेंट 35 सेंट 50 सेंट हैं उपयोगिताओं 25 18 53 और 32 हैं 14 इसलिए उपयोगिता जितनी अधिक है उतनी ही बेहतर है क्यों क्योंकि बस प्रतिगमन फ़ंक्शन के रूप में काम करता है इसलिए यह बीटा वेट की तरह है इसलिए यदि आपके पास उच्च बीटा वेट स्वचालित रूप से कुल उपयोगिता है क्योंकि कुल उपयोगिता कुछ यू की तरह है अल्फा का योग अल्फा पार्ट फंक्शन है फंक्शन पार्ट लायक फंक्शन है पार्ट वर्थ है तो यूटिलिटी अगर आपके पास है तो अल्फा मान उच्च हैं गुणांक उच्च हैं स्वचालित रूप से कुल उपयोगिता उच्च होगी तो 35 सेंट वेनिला खाते बनाम 25 सेंट चॉकलेट कोन के लिए बाजार हिस्सेदारी के रूप में भविष्यवाणी करें यह इस तरह से है कि संयोजन विश्लेषण कार्य वास्तव में आप देख सकते हैं इसलिए वेनिला हमें वापस जाने दें आपके पास 25 है चॉकलेट 18 सही है इसलिए 25 प्लस 35 सेंट 32 था इसलिए 32 यह 57 के बराबर है चॉकलेट के लिए यह चॉकलेट के हिस्से से 18 है और 25 सेंट से जो कि कीमत है यह 53 है अब इसे देखें हालांकि लोग चॉकलेट पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन कीमत के संयोजन के साथ कि 25 सेंट अचानक पूरे उपयोगिता मूल्य में काफी बदलाव आया है और वेनिला जो पसंदीदा स्वाद था नीचे चला गया है और चॉकलेट जो कम पसंद करते हैं स्वाद बढ़ गया है और कुल उपयोगिता 71 हो गई है तो प्रतिवादी वेनिला के ऊपर 25 प्रतिशत चॉकलेट कोन चुनता है तो यह बाकी उत्तरदाताओं के लिए दोहराया जा सकता है और समझ विकसित की जा सकती है कैसे बाज़ारिया करता है कैसे प्रतिवादी अपनी पसंद बनाता है अपने संयोजन बनाता है तो यह एक लोकप्रिय उदाहरण है जिसे हम लाए हैं यह ग्रीन और विंड एक मार्केटिंग रिसर्च बुक है जो बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है जिसे आप आरक्षित कर सकते हैं इसलिए यह पुस्तक है मैंने खुद का भी उपयोग किया है जब मैं एक छात्र था उस दिन से एक नया कालीन क्लीनर बनाने में दिलचस्पी रखने वाली कंपनी पांच कारकों के प्रभाव की जांच करना चाहती है पांच कारक क्या हैं पैकेज डिज़ाइन ब्रांड नाम मूल्य एक अच्छी हाउसकीपिंग सील और एक मनी बैक गारंटी अब यह 5 सुविधाएँ उन्होंने ली हैं पैकेज डिज़ाइन के लिए तीन कारक स्तर प्रत्येक में एप्लिकेटर ब्रश का स्थान तीन ब्रांड नाम तीन मूल्य स्तर आप यहां देख सकते हैं इसलिए पैकेज स्तर ए बी सी ब्रांड के 2 आर ग्लोरी बिसेल हैं मूल्य तीन फिर से स्तर सील हाँ या नहीं अगर यह वहाँ है हाँ नहीं शून्य तो यह एक तरह का बाइनरी है पैसा हाँ या नहीं या तो मनी बैक गारंटी है या यह नहीं है अब अन्य कारक और कारक स्तर हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट क्लीनर की विशेषता रखते हैं लेकिन ये केवल एक ही बार होते हैं जब प्रबंधन को यह देखना होता है कि सवाल यह है कि कई विशेषताएँ हो सकती हैं लेकिन सवाल यह है कि हम सभी विशेषताओं को ध्यान में रख सकते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जटिल इसलिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण हैं एक बार हमने उन्हें सही चुना है तो ये महत्वपूर्ण बिंदु संकलित विश्लेषण हैं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है सही आप केवल उन कारकों को चुनना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ज्यादातर विषय वरीयता को प्रभावित करते हैं संयोजन विश्लेषण का उपयोग करके आप इन पांच कारकों के आधार पर ग्राहक वरीयता के लिए एक मॉडल विकसित करेंगे ताकि ये पांच कारक जो हमने अभी चुने हैं इस पांच कारकों के आधार पर हम देखेंगे कि उपभोक्ता कैसे चुनाव कर रहे हैं इसलिए समतुल्य विश्लेषण का पहला कदम उन कारकों के स्तरों का संयोजन बनाना है जो विषयों के लिए उत्पाद प्रोफाइल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि बहुत कम संख्या में कारक और प्रत्येक कारक के लिए कुछ स्तर संभावित की असहनीय संख्या को जन्म देंगे प्रोफाइल आपको एक ऑर्थोगोनल सरणी के रूप में जाना जाने वाला प्रतिनिधि सबसेट उत्पन्न करने की आवश्यकता है अब इसका क्या मतलब है यदि आपके पास इतने संयोजन हैं तब यह एक बड़ा बिल्ट राइट हो सकता है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए बेहतर है कि कुछ ऐसा हो जो ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इसके विपरीत पूरी तरह से विपरीत न हो जिससे वे एक दूसरे के समानांतर न हों इसलिए एक दूसरे को 90 डिग्री इसलिए प्रतिनिधि केवल हम उन सबसेट को ले लेंगे जो विशेष रूप से अत्यंत अनन्य रूप से अनन्य विशेष अधिकार हैं इसलिए ऑर्थोगोनल डिज़ाइन प्रक्रिया को उत्पन्न करने के लिए जो कि ऑर्थोगोनल डिज़ाइन है जो किया जाता है वह है हम एक अधिकार बना सकते हैं यदि आपके पास पहले से ही एक सक्रिय डेटा है तो आप या तो इसे बदल सकते हैं या ऑर्थोगोनल डिज़ाइन को बचा सकते हैं या ऑर्थोगोनल डेटा को सही बना सकते हैं ताकि मैं इसके माध्यम से दिखाऊं एक SPSS फ़ाइल कैसे आप इसे सही करते हैं सैद्धांतिक रूप से आप महत्वपूर्ण समझ गए हैं कि आपने कई संयोजनों को सही बनाया है और फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा संयोजन सबसे पसंदीदा संयोजन है इसलिए एक दो तीन एक दो तीन तो कई संयोजन 27 संयोजन सही आ सकते हैं इस संयोजन विश्लेषण को डेटा ऑर्थोगोनल डिज़ाइन में जाने के लिए देखते हैं और फिर सही उत्पन्न करते हैं इसलिए मेरे पास चरणों में है ताकि यदि आप कभी भी विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको चरणों की खोज करनी पड़े यह आसान हो जाता है आपके लिए ऐसा करने के लिए यह SPSS पर है इसलिए जब आप उदाहरण पैकेज के लिए पैकेज के लिए मान लेते हैं तो पैकेज का लेबल पैकेज डिजाइन होता है जिसे आप नाम देते हैं और सही जोड़ना शुरू करते हैं तो यह पैकेज डिजाइन कैसा दिखता है यह आइटम स्तर पैकेज डिजाइन बनाता है इस आइटम का चयन करें और परिभाषित करें ठीक है यहाँ मान तो एक कहता है एक है A दो है B तीन है C है इसी तरह आप इसे अन्य कारकों के लिए भी कर सकते हैं जैसे कि ब्रांड प्राइस सील और पैसा जैसे शेष कारक तो यह है कि यह कैसा दिखाई देगा अंत में आप इस स्थान को देख सकते हैं यह ठीक है कि यह कैसा दिखाई देगा इसलिए पैकेज डिज़ाइन थ्री ब्रांड नाम 1 के 2 आर से 2 महिमा 3 बिसेल मूल्य इसी तरह 1 2 3 हम फिर से तीन स्तर ठीक सील 1 है नो 2 यस मनी मनी बैक 1 है न 2 है यस हां तो आप यह अधिकार कर सकते हैं और एक बार जब आप इस डेटा सेट को सही बना लेते हैं तो आप क्या करते हैं हम एक रैंडम नंबर करते हैं जिसे आप जानते हैं कि हम इसे उपयोग करने के लिए जानते हैं लेकिन आप इसे डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं रख सकते हैं जो कि 2 लाख है जो सही है वह है नई डेटा फ़ाइल बनाई गई है यहाँ अभी हमारे लिए यह नया डेटा फ़ाइल हित है हाँ लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है जब आप नया डेटा बना रहे हों और एक बार जब आप एक नई डेटा फ़ाइल बनाते हैं तो कृपया यह समझ लें कि परीक्षण की वैधता के लिए कि आपने जो परीक्षण किया है वह वैध है और अत्यधिक मान्य है आपको डेटा फ़ाइल को दो भागों में विभाजित करना होगा एक हिस्सा वह है जहाँ आप सामान्य कर रहे हैं विश्लेषण और अन्य भाग को होल्ड आउट भाग कहा जाता है जैसा कि हम अन्य एमडीएस में भी किया जाता है हमने एमडीएस और अन्य चीजों को भी माफ किया है इसलिए इसे होल्ड आउट मामला कहा जाता है इसलिए डेटा फ़ाइल में अब दो डेटा फ़ाइलें होंगी एक धारक है और दूसरा वह है जो सही उपयोग कर रहा है इसलिए एक बार आपने इसे सही कर लिया तो आप विश्लेषण चला सकते हैं तो मुझे फाइल पर जाने की अनुमति देता है इसलिए यह अंतिम फ़ाइल सही दिखती है जैसे कि अंतिम फ़ाइल कुछ इस तरह दिखाई देगी तो 12345oksodatawehavealreadydoneit amIgoingbacksothisisthehowyouhave ने प्रयोगों की इतनी लिस्टिंग की है ताकि आप पांच कारकों को एक बार वापस ले जा सकें ताकि अब आप अपना प्रदर्शन करें या मेनू से डेटा ऑर्थोगोनल डिज़ाइन डिस्प्ले चुनें और फिर यह आपके द्वारा इसे ले लिया जाए कारकों के लिए चुनिंदा पैकेज ब्रांड सही प्रारूप प्रयोग के लिए सूचीबद्ध है क्योंकि यह एक प्रायोगिक डिज़ाइन है जिसे आप सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं यह विशुद्ध रूप से प्रायोगिक डिज़ाइन है जैसे एनोवा का विश्लेषण जो आप प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो संयोजन आपको सबसे अधिक उपयोगिता या उच्चतम उपयोगिता देने वाला है या फ़ंक्शन के लायक हिस्सा ठीक है ताकि ऑरेगोनियल और ठीक क्लिक करें ताकि आउटपुट ऑर्थोगोनल डिज़ाइन के रूप से मिलता जुलता दिखे जैसा कि डेटा प्रोफाइल में प्रत्येक पंक्ति में कारकों के साथ प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए दिखाया गया है क्योंकि कारक ये कारक हैं 1 2 3 4 5 हालाँकि कॉलम हेडर वैरिएबल नामों के बजाय परिवर्तनशील स्तर होते हैं जिन्हें आप डेटा में देखते हैं ठीक है इसलिए यह होल्ड आउट केस है जब एक होल्ड आउट केस होता है जो एक फुट नहीं होगा और यह 6 लिखा है और यदि आप इसे सही से देख सकते हैं इसलिए यह मामला है इसलिए SPSS आपको दो फाइलें देता है ठीक है अब प्रत्येक प्रोफाइल को एक अलग तालिका में प्रदर्शित करें जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक उत्तरदाता के लिए देख सकते हैं कि आप कुंजी देख सकते हैं कि कैसे यह वही है जो आप के लिए प्रोफ़ाइल के लिए जा सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसलिए प्रयोग के लिए लिस्टिंग का चयन करें और विषयों के लिए प्रोफ़ाइल का चयन करें और क्लिक करें तो यह वही है जो आपको मिलेगा यदि आप इस फ़ाइल को देख सकते हैं प्रत्येक उत्पाद प्रोफ़ाइल की जानकारी एक अलग तालिका में प्रदर्शित की गई है एक प्रोफ़ाइल संख्या 1 कहती है 1 यह 1 पैकेज डिज़ाइन है 1 ए महिमा ब्रांड नाम की कीमतें 139 हाउसकीपिंग बिक्री वह चाहता है कि यह मनी बैक गारंटी महत्वपूर्ण नहीं है इसी तरह से दो पैकेज एक प्रोफाइल ब्रांड नाम है बिसेल मूल्य है यह एक हाउसकीपिंग सील है जिसे आवश्यक नहीं है मनी बैक गारंटी की आवश्यकता नहीं है तो वह प्रक्रिया भी आप प्रत्येक मामले के लिए इसे ठीक से कर सकते हैं और फिर आप अंत में एक व्यक्तिपरक विश्लेषण व्याख्या के माध्यम से हो सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो ज्यादातर मांग में है और आप कर सकते हैं इसमें से एक व्याख्या या सही है अन्यथा आप क्या कर सकते हैं क्या आप पूरी फ़ाइल सही फ़ाइल पर जाएं और उपयोगिताओं को ढूंढें तो इस तालिका में एक तालिका है जो आपको संपूर्ण आँकड़ा तालिका प्रदान करती है और उपयोगिताएँ यह तालिका उपयोगिता या स्कोर के भाग को दर्शाती है और प्रत्येक मानक स्तर की उच्च उपयोगिता के लिए उनकी मानक त्रुटि एक बार आपको उपयोगिता फ़ंक्शन प्राप्त होती है जो बीटा वज़न के लिए हैं उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा है कि एक बार जब आप उपयोगिता फ़ंक्शंस प्राप्त कर लेते हैं तो आप यहाँ से गणना कर सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि अंतिम निर्भर मूल्य या आश्रित स्कोर सही है इसलिए उच्च उपयोगिता मान अधिक वरीयता का संकेत देते हैं इसलिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए कहता है कि चलो अब यहाँ पैकेज ए कहें मुझे लगता है कि उदाहरण होना चाहिए कि चलो ठीक है देखते हैं कि पैकेज ए तो महिमा मूल्य 139 है और हाँ और ए को सील करें ताकि उपयोगिता फ़ंक्शन के उन मूल्यों को डालकर स्वचालित रूप से कह सकें कि आप अंततः कुल मूल्य या कुल स्कोर पा सकते हैं और यह स्कोर आप कर सकते हैं तुलना करें और कहें कि क्या यह उच्च या निम्न उच्च उपयोगिता मूल्य है अधिक प्राथमिकता दर्शाता है क्योंकि जाहिर है कि उपयोगिता जितनी अधिक है कि लोगों को इसमें अधिक मूल्य मिल रहा है तो जाहिर है कि वरीयता अधिक होगी उदाहरण के लिए यह एक कीमत है अब यह कहता है कम उपयोगिता के अनुरूप कीमत और उपयोगिता के बीच उच्चतर संबंध इसलिए एक बार उपयोगिता मूल्य नीचे जा रहा है जो वांछनीय बात नहीं है तो इसी तरह यदि आप सील को सही तरीके से देख सकते हैं तो यदि कोई सील है तो उपयोगिता कार्य उच्च हो जाता है और प्रतिवादी के लिए वरीयता अधिक हो जाती है और इसी तरह पैसे वापस गारंटी है कि यह अभी भी उच्च है लेकिन आप सही देख सकते हैं कुछ उदाहरण हैं उदाहरण के लिए पैकेज बी को एक बहुत ही उच्च सकारात्मक मूल्य मिला है ठीक इसी तरह आप इस मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं ठीक है यह पहले से ही मैंने समझाया है अब हम इसे देखते हैं क्योंकि उपयोग सभी एक सामान्य इकाई में व्यक्त किए जाते हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है इसलिए मैंने कहा कि उपयोगिता उपयोगिता अल्फा के योग के बराबर है इसलिए अब अल्फा एक भाग के लायक है उदाहरण के लिए कुल उपयोगिता एक क्लीनर अब इस हिस्से को पैकेज डिज़ाइन बी ब्रांड K2R के साथ क्लीनर की कुल उपयोगिता पर देखता है और इसकी मंजूरी या मनी बैक गारंटी की कोई मुहर नहीं है यह देखते हैं कि यह कितना अधिक 1867 है अब यह 1867 बी ओके प्लस 0367 0367 बी 2 आर यह एक है इसलिए यह 11759 पर आता है मान लीजिए कि यह कहता है कि क्लीनर के पास पैकेज डिजाइन सील ब्रांड बिसेल था और आ गए परिवर्तन अब किए गए हैं कुल उपयोगिता समारोह कितना है 10909 तो अब यह 11759 था और वह था यह 10909 है तो जाहिर है कि आप यहां से देख सकते हैं कि उपयोगिता फ़ंक्शन इसमें परिवर्तन के साथ बढ़ रहा है इसलिए संयोजन विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उपयोगिता कार्यों की गणना करें इस उपयोगिता को कभी कभी आप इसका उपयोग करने के लिए डमी चर कोडिंग का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है लेकिन आपको इस गुणांक की गणना करने की आवश्यकता है और फिर इसे ठीक से करें ताकि अब यह कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक कारक के लिए उपयोगिता मानों की सीमा है जो इस बात का माप प्रदान करते हैं कि यह कारक कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण था अधिक से अधिक उपयोगिता वाले वरीयता कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फिर छोटी रेंज वाले लोग ताकि आप यह मान सकें कि इस कारक का ऋण शून्य से 223 है 1867 0367 ब्रांड यह एक है ठीक है यह बहुत अधिक कीमत है हाँ आप प्रभाव को देख सकते हैं यदि आप नकारात्मक को भूल जाते हैं और सकारात्मक संकेत लेते हैं पूर्ण मूल्य मूल्य वरीयता को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ठीक इसी तरह सील भी एक प्रभाव है लेकिन अगर आप ब्रांड को देखते हैं तो शायद ही इसे ओके के साथ खेलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिली है इसलिए यहां बाजार उपभोक्ता और उसकी इच्छा के साथ खेल सकता है और फिर उसके अनुसार वह तय कर सकता है कि यह अंतिम बीटा गुणांक है तो कीमत बिंदु 5542 सील 2 पैसे है 125 तो ये चीजें हैं जो संयोजन विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए एक बार जब आप यह कर सकते हैं कि संयोजन विश्लेषण आपको पहचानने में मदद करता है कि कौन सा संयोजन सबसे अच्छा है और किस संयोजन को उच्चतम उपयोगिता फ़ंक्शन मिला है और फिर उसी के अनुसार बाजार में या बाजार से पहले रखा जा सकता है ताकि उपभोक्ताओं को पता चल सके कि आप एक अधिक मांग दिखा सकते हैं और अंततः एक बाज़ारिया के रूप में एक बेहतर पूर्वानुमान लगाने और तदनुसार अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने का एक प्रभाव है ठीक है ठीक है वह दिन हमारे पास है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया